आगे हम एक और प्रोग्राम पर नज़र डालेंगे जो दो संख्याओं के LCM की गणना करता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्ल दो संख्याओं का मेमोरी 6000 और 6001H में संग्रहीत और अनुमान है कि छोटी संख्या 6000H में है तो आप देखें कि क्या अगर कहे संख्याएँ x और y हैं फिर LCM खोजने के लिए हमें x को y से विभाजित करना होगा और देखना होगा कि y x को विभाजित करता है या नहीं यदि y x को विभाजित करता है तो x LCM है यदि नहीं तो हमे x की अगली पावर लेनी होगी तो x बड़ी संख्या है y छोटी संख्या है तो मुझे अगला लेना है तो हमें x की अगले मल्टीप्ल को लेना होगा तो यह 2x है और फिर से वही अभ्यास करें तो मुझे यह देखना होगा कि क्या यह 2 xy से विभाजित होता है या नहीं यदि ऐसा है तो 2 x LCM है तो अगर यह नहीं है तो मुझे 3 x के साथ प्रयास करना होगा तो इस तरह से मुझे बस आगे बढ़ना है लेकिन हम इस तरह मल्टीप्ल को बढ़ाते जा रहे हैं 1x 2 x 3 x 4 x 5 x जैसे और जिन पर हमें यह विभाजन बिना रिमाइंडर मिला है तो यह दो संख्याओं का LCM है तो इस सिद्धांत का उपयोग LCM रूटीन लिखने के लिए किया जाएगा तो हम इसे इस तरह से करेंगे तो पहले MOV DPTR 6000 H है तो हमें मिला है कि DPTR को 6000 H के साथ लोड किया गया है अब 6000 H में छोटी संख्या है तो MOVX A DPTR तो यह एक रजिस्टर में छोटी संख्या को डालेगा तब हम रजिस्टर R0 में इस मान को सहेजते हैं MOV R0 A तो यह R0 रजिस्टर में छोटी संख्या को बचाएगा वहां से हम इसे B रजिस्टर में स्थानांतरित करते हैं तो इसे B रजिस्टर में स्थानांतरित करें ताकि B रजिस्टर में मूल्य संग्रहीत हो तो फिर हम अगले नंबर को प्राप्त करते हैं INC DPTR अगला नंबर पाने के लिए हम इस DPTR पॉइंटर को बढ़ाते हैं और MOVX A DPTR तो इस तरह से तो अगली संख्या बड़ी संख्या अब एक रजिस्टर में उपलब्ध है और हम बड़ी संख्या को R 2 में स्थानांतरित करते हैं MOV R2 A तो वह बड़ी संख्या को A रजिस्टर R 2 रजिस्टर में ले जाता है तो आगे हम इस बड़ी संख्या को स्टैक में सहेजते हैं तो हम PUSH 0E0H जैसा करना पसंद करते हैं तो यह A रजिस्टर को स्टैक में सेव करेगा ठीक है फिर हम एक DIV AB करते हैं तो यह A को B से विभाजित करेगा तो यह विभाजन करेगा और अब हमें यह जांचना होगा कि यह रिमाइंडर 0 है या नहीं तो रिमाइंडर B रजिस्टर में उपलब्ध है तो हम इस रिमाइंडर को B रजिस्टर में स्थानांतरित करते हैं और देखते हैं कि मान 0 है या नहीं तो CJNE R1 0 L 2 तो L 2 में तो अन्यथा यदि परिणाम 0 है इसका मतलब है कि विभाजन सफल रहा है तो रजिस्टर की सामग्री जो भी थी तो यह सही LCM मान है तो हम यह POP करके वापस पा सकते है तो POP 0E0 H हम अगले निर्देश प्राप्त करने के लिए एक POP करते हैं और फिर SJMP का अर्थ है कि तो अंत में हम करेंगे कि प्रोग्राम पूरा हो गया है तो हमें नंबर मिल गया है तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है अन्यथा मुझे A के अगले मल्टीप्ल को प्राप्त करना हैं तो मैं कर सकता हूं कि R 2 के पास A की एक प्रति है तो हम A के अगले मल्टीप्ल प्राप्त करने के लिए सिर्फ add AR2 कर सकते हैं और फिर हम बस इस बिंदु पर वापस जम्प करते हैं इस बिंदु को पुश देते हैं तो हम कह सकते हैं SJMP L1 जहां L 1 यह एड्रेस है तो यह हमारा L1 है यह हमारा L1 है और यह खत्म हो गया है तो बाकी किसी भी अन्य चीज को जो आप करना चाहते हैं तो आप इसे इस तरह से कर सकते हैं तो इस तरह हम बड़ी संख्या के गुणकों को बड़ी संख्या के गुणा को छोटी संख्या से विभाजित करने के सिद्धांत का उपयोग कर सकते हैं और जो भी एक गुणनक रिमाइंडर के बिना पूरी तरह से विभाजित करता है तो यह 2 नंबरों का LCM है तो आप इस प्रोग्राम का उपयोग कर सकते हैं इस बात को प्राप्त करने के लिए अगले हम दूसरे प्रोग्राम में देखेंगे तो यह प्रोग्राम केवल इस अर्थ में है कि यह पोर्ट 1 से 8 बिट पैटर्न को पढ़ता है और यदि नंबर ओड है तो पोर्ट 2 में आउटपुट करता है और यदि नंबर इवन है तो इसे पोर्ट 3 में आउटपुट करता है तो यह ओड इवन भी एक रजिस्टर के LSB को देखकर किया जा सकता है या हम इसे एक कैरी के माध्यम से डाल सकते हैं तो सामान्य रणनीति इस तरह की है जब भी आपको इस प्रकार की समस्याएं मिली हैं तो अगर यह रजिस्टर या स्थान जो हमारे पास है तो यह कैरी के माध्यम से पारित किया जाता है तो यह LSB तो LSB कैरी में जाता है यदि आप 1 स्थान पर राइट शिफ्ट करते हैं तो LSB कैरी में जाता है तो हम फिर कैरी बिट की जांच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि परिणाम इवन है या ओड है ताकि यह हो सके तो क्या LSB या तो 0 था या 1 हम उस तरह से जांच करते हैं तो हम इसी प्रोग्राम में देखेंगे तो यह इस तरह है ऐसा कहो तो MOV A 0FFh तो यह आवश्यक है क्योंकि हम पोर्ट 1 से सामग्री को पढ़ना चाहते हैं तो पोर्ट 1 को इनपुट मोड में कॉन्फ़िगर किया जाना है तो यह ये करेगा कि MOV A 0FFX हम इसे इनपुट मोड में डाल देंगे फिर MOV AP0 तो जब हम ऐसा कर रहे हैं तो पोर्ट P0 यह है कि पोर्ट 1 से पढ़ा जाएगा तो यह P0 नहीं होना चाहिए यह P 1 होना चाहिए तो यह P1 होना चाहिए ताकि हम पोर्ट 1 से पढ़ रहे हैं पोर्ट 1 को रीड इनपुट मोड में कॉन्फ़िगर किया गया है फिर पोर्ट की सामग्री को पढ़ने की आवश्यकता है तो यह पोर्ट 1 के लिए एक इनपुट को पढ़ना है इसे पढ़ना है तो यह MOV P1 A होना चाहिए ताकि पोर्ट 1 को रीड मोड में कॉन्फ़िगर किया गया है और फिर मैं MOV P1A लिख सकता हूं तो यह एक रजिस्टर पर P1 पोर्ट की सामग्री को पढ़ रहा होगा तो यह स्टेटमेंट P 1 को इनपुट मोड में कॉन्फ़िगर कर रहा है तो यह वह कॉन्फ़िगरेशन भाग है और यह 1 वास्तव में पोर्ट P 1 पढ़ रहा है तो पोर्ट पी 1 को A में पढ़ना हैं हालांकि स्टेटमेंट समान हैं लेकिन उन्हें अलग अर्थ मिला है फिर उसके बाद मुझे यह देखना होगा कि पढ़ा गया मूल्य इवन है या ओड तो इसके लिए हम कैरी के माध्यम से रोटेट राईट करते हैं यदि कैरी है तो इसका मतलब है संख्या ओड थी तो लेवल L 1 पर जम्प ऑन कैर्री करे और अन्यथा मेरे पास जो संख्या है वह इवन है तो इसके लिए पहले इस RLCA को रिस्टोर किया है तो यह वास्तव में कैरी को रिस्टोर कर रहा है इस तरह से यह किया जाता है और फिर हम MOV P30A करेंगे तो यदि यह ओड है तो यह उस स्थिति में RRC तो यहां यह कैरी बिट सेट किया जाएगा तो यह L1 पर जम्प करेगा तो अगर यह इवन था तो यह पोर्ट P 3 के लिए मूव करेगा तो इस बिंदु पर अगर हम यहां हैं इसका मतलब है संख्या इवन थी तो हम इसे बाईं ओर घुमाते हैं ताकि कैरी बिट वापस A रजिस्टर के LSB में आ जाए और फिर हम पोर्ट P 3 पर A की सामग्री को स्थानांतरित करते हैं इसलिए यह संख्या पोर्ट पी 3 के लिए आउटपुट है हम कह सकते हैं कि पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी तो अगर यह एक कंटीन्यूअस प्रक्रिया है तो हम इसे इस तरह से कर सकते हैं तो यह इस बिंदु से शुरू हो सकता है मैं इस बिंदु से फिर से शुरू कर सकता हूं A रजिस्टर में पोर्ट P 1 पढ़ रहा है और यह बिंदु L 1 है हम क्या करते हैं L 1 में हम कैर्री के माध्यम से A रजिस्टर के माध्यम से रोटेट लेफ्ट करते हैं फिर हम MOV P 2A करते हैं तोआउटपुट को पोर्ट पी 2 में भेजा जाता है और फिर SJMP शुरू होता है तो यह हमें इस बिंदु पर वापस ले जाएगा तो यह फिर से पोर्ट पी 1 को स्कैन करने के लिए जारी रहेगा यदि संख्या इवन है तो यह पोर्ट पी 2 को भेजा जाएगा यदि संख्या ओड है तो यदि संख्या इवन है तो इसे पोर्ट P 3 में भेजा जाएगा यदि संख्या ओड है तो इसे पोर्ट पी 2 में भेजा जाएगा तो यह उस तरह है यह प्रोग्राम जारी रहेगा अब हम किसी अन्य प्रोग्राम को देखेंगे जहां हम पोर्ट 1 के LSB में एक्यूमिलेटर A के बिट 3 को आउटपुट करने के लिए कोड खंड को लिखेंगे पोर्ट 1 के इस सिग्नीफिकेंट बिट को और फिर पोर्ट 1 के MSB को पढ़ें और बिट दर के समान होने के लिए एक्यूमिलेटर के LSB को सेट करें तो पोर्ट 1 से तो हम बिट 3 को भी पढ़ते हैं एक्यूमिलेटर के बिट 3 से पोर्ट 1 के LSB पर रखा जाएगा फिर पोर्ट 1 के MSB को पढ़ा जाएगा और बिट रीड के समान एक्यूमिलेटर के LSB को सेट किया जाएगा तो अन्य बिट अप्रभावित रहना चाहिए तो हम इस चीज़ को कैसे करेंगे तो हम प्रोग्राम को इस तरह से लिख सकते हैं हम इस बिट A3 की जांच करते हैं और यदि यह बिट सेट है तो हम L1 लेवल पर जाते हैं फिर हम P10 को क्लियर करते हैं और फिर SJMP L2 को फिर L1 में तो यह वास्तव में एक्यूमिलेटर रजिस्टर की बिट संख्या 3 की जांच कर रहा है और यह कहता है कि यदि एक्यूमिलेटर बिट संख्या 3 सेट है तो मुझे पोर्ट 1 के LSB में आउटपुट करना चाहिए तो B इस बिट को पोर्ट 1 के LSB में आउटपुट किया जाना चाहिए तो यदि यह बिट सेट नहीं है तो मैंने यहां सही ढंग से किया है मैंने आउटपुट किया है 0 LSB में या पोर्ट 1 में अगर बिट सेट है तो मुझे पोर्ट नंबर 1 पोर्ट बिट 1 प्वाइंट 0 पर आउटपुट 1 करना होगा तो यह सेट बिट P10 कर रहा है फिर L2 में दूसरे भाग को करना है तो मुझे लगता है कि पहले हम इस सेट बिट की कोशिश करते हैं तो यह पोर्ट 17 पोर्ट 1 का MSB है तो उस बिट को पढ़ना होगा और हमें इसे एक्यूमिलेटर के LSB पर सेट करना होगा तो सबसे पहले एक पोर्ट 1 का MSB जिसे इनपुट मोड में रखा जाना चाहिए तो उस उद्देश्य के लिए तो हम बिट P17 सेट करते हैं तो यह उस विशेष बिट को इनपुट बिट के रूप में कॉन्फ़िगर कर रहा है JB P17 L3 तो अगर अब यह JB तो यह इस विशेष बिट को पढ़ रहा है और यदि बिट L3 है यदि बिट सेट है तो यह L3 पर जम्प करेगा अन्यथा यदि यह सेट नहीं है तो मैं बिट को क्लियर कर सकता हूं इस एक्यूमिलेटर के LSB को इस रजिस्टर के LSB को इस एक्यूमिलेटर के LSB को तो यह यहाँ किया जाता है और फिर SJMP L4 किया जाता है तो यह इस L4 पर जम्प करेगा और L3 में हम बस हम उस एक्यूमिलेटर बिट सेट B को एक बिंदु 0 पर सेट करते हैं और यह हमारा L4 है तो क्या हो रहा है प्रॉब्लम स्टेटमेंट यह था कि पोर्ट 1 का हमारा बिट 3 तो पोर्ट 1 LSB तो पोर्ट 10 बिट इस एक्यूमिलेटर बिट की जांच की जानी चाहिए और फिर यह पोर्ट 2 होना चाहिए यह एक्यूमिलेटर बिट नंबर 3 की जाँच होना चाहिए और वह पोर्ट 1 बिट नंबर 0 पर जाना चाहिए तो इस प्रोग्राम का हिस्सा यह कर रहा है तो एक्यूमिलेटर बिट की जाँच की जाती है यदि यह 1 है तो यह L 1 पर आ रहा है यह पोर्ट 1 सेट कर रहा है पोर्ट 1 के इस LSB को यदि यह सेट नहीं है तो यह बिट पोर्ट बिट को क्लियर कर रहा है और यह जम्प कर रहा है तो यह इस हिस्से पर लंघन कर रहा है तो यहाँ तक किया जाता है और प्रोग्राम का अगला भाग पोर्ट 1 के MSB को पढ़ना और पहले स्टेटमेंट के अनुसार एक्यूमिलेटर केLSB को सेट करना था तो यह MSB अगले बिट को कॉन्फ़िगर करता है तो यह अगला भाग है तो यह पोर्ट 17 का मूल्य पढ़ रहा है यह विशेष बिट अगर सेट है तो यह इस L3 पर आ रहा है जहां यह इन एक्यूमिलेटर LSB को सेट कर रहा है यदि बिट सेट नहीं है तो यह एक्यूमिलेटर A को क्लियर कर रहा है एक्यूमिलेटर के इस LSB में तो इस तरह से इस प्रोग्राम का उपयोग आवश्यक कार्य करने के लिए किया जा सकता है जो हमने प्रॉब्लम में पूछा है तो अगले हम एक और उदाहरण प्रोग्राम देखेंगे तो यह प्रोग्राम तो यह है यह जबरदस्ती पोर्ट 1 के लीस्ट सिग्नीफिकेंट 4 बिट्स को बंद कर देगा तो लीस्ट सिग्नीफिकेंट 4 बिट्स को बंद कर दिया जाना चाहिए तो यह पहला भाग है और पोर्ट 2 के मोस्ट सिग्नीफिकेंट 2 बिट्स को चालू करें पोर्ट 3 के सभी बिट्स को कॉम्प्लीमेंट करें चाहे उनकी पिछली सेटिंग कुछ भी हो तो यह अन्यथा सेटिंग्स को बदलना नहीं करना चाहिए तो पोर्ट 1 तो कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए अगर यह 8 बिट है तो इस लोअर 4 बिट्स को बंद कर दिया जाना चाहिए वे लीस्ट सिग्नीफिकेंट 4 बिट्स को बंद करना चाहिए फिर 4 2 के लिए सबसे महत्वपूर्ण 4 बिट 1 होंगे जो भी उनकी पिछली सेटिंग होगी तो इन सभी बिट्स को 1 होना चाहिए और पोर्ट 3 के लिए सभी बिट्स कॉम्प्लीमेंट हैं तो वे सभी कॉम्प्लीमेंट हैं तो यह प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो हमारे पास है तो इसे 8 0 5 1 सिंगल भाषा में कैसे हल किया जाए तो हम इसे इस तरह से कर सकते हैं तो पहले हम MOV A 0F0 और फिर ANL P1 A कहते हैं तो यदि हम ऐसा करते हैं तो इस F 0 के साथ क्या होगा और पोर्ट 1 सामग्री समाप्त हो जाएगा तो पोर्ट 1 यह 1 था और यह f 0 के साथ समाप्त हो गया है तो जो कुछ भी पोर्ट 1 की सामग्री थी तो यह 4 बिट्स है तो वे इस परिणाम में जैसे के तैसे रहेंगे तो ये बिट्स वैसे ही आएंगे लेकिन यह लीस्ट सिग्नीफिकेंट 4 बिट्स पूरे 0 हो जाएंगे क्योंकि यह AND ऑपरेशन है तो इसके द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं उसके बाद मुझे यह सेट करना होगा हमें पोर्ट 2 के मोस्ट सिग्नीफिकेंट 2 बिट्स को चालू करना है तो पोर्ट 2 के मोस्ट सिग्नीफिकेंट 2 बिट्स तोयह कैसे करना है तो मुझे करना है उस उद्देश्य के लिए एक और मास्क सेट करें तो हम इस तरह का MOV A 11000000b का मास्क तैयार कर सकते हैं तो यह आसानी से समझ में आता है तो यह यह एक बाइनरी पैटर्न है तो आप यह बताने के लिए अंत में एक B लिख सकते हैं तो यह एक बाइनरी पैटर्न है तो लीस्ट मोस्ट सिग्नीफिकेंट 2 बिट सेट किया जाना है तो इसके लिए हमें जो ऑपरेशन करना है वह OR लॉजिकल है और फिर P 2 के साथ हम A की OR लॉजिकिंग करते हैं तो यह OR लॉजिकिंग P 2 A यह A के साथ इस P2 की OR करेगा तो यह मोस्ट सिग्नीफिकेंट 2 बिट्स इस तरह सेट हो जाएंगे अंतिम भाग P 3 के सभी बिट्स को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए है तो आप इसे इस तरह से कर सकते हैं तो मूव तो मास्क पैटर्न सभी 1 होना चाहिए तो MOV A 0FFX और फिर हम XRL P 3 A के साथ तो यदि आप ए के साथ XR लॉजिकल P 3 करते हैं तो सभी बिट्स xoring हैं इसका मतलब है कि यह एक कॉम्प्लीमेंट होगा तो अगर मान लें कि P3 सामग्री कुछ इस तरह थी 1 1 0 0 1 0 1 1 0 तो और अब मुझे एक रजिस्टर मिला है 1 1 1 1 1 1 1 1 तो यदि आप एक बिटवाइस x oring करते हैं तो यह x oring मुझे 1 पहला बिट देगा दूसरा बिट मुझे 0 देगा तीसरा बिट मुझे 1 देगा चौथा बिट मुझे 0 देगा पांचवा बिट 1 होगा छठा बिट 1 होगा सातवां बिट 0 है और आठ बिट्स भी 0 है तो आप देखते हैं कि ये वैल्यू सिर्फ उसी चीज की कॉम्प्लीमेंट है जो हमारे पास पहले है क्योंकि xor ऑपरेशन यह हमेशा कम्प्लीमेंटशन xoring 1 के साथ करेगा तो यह आपको हमेशा कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन देगा तो इस तरह से हम बिट मैनीपुलेशन के लिए प्रोग्राम लिख सकते हैं और आप इन सभी चीजों को कर सकते हैं आसान बिट मैनीपुलेशन इंस्ट्रक्शन उपयोग करके तो आप इस प्रकार के प्रोग्राम लिख सकते हैं तो आगे हम एक प्रोग्राम पर गौर करेंगे अगले हम एक ऐसे प्रोग्राम पर गौर करेंगे जो लगातार स्ट्रिंग हेल्लो प्रसारित करेगा 8 बिट डेटा और 1 स्टॉप बिट के साथ 9600 बॉड रेट पर क्रमिक रूप से तो यह सेटिंग है तो आप देखते हैं कि इसके लिए इस सीरियल ट्रांसमिशन के उपयोग की आवश्यकता है और टाइमर का उपयोग किया जाना है और यदि आपको याद है कि 9600 बॉड दर में तो यह इस TH रजिस्टर में ऋण 3 प्रोग्रामिंग से मेल खाता है तो अगर आप इस TH रजिस्टर में माइनस 3 और उसके बाद और यह TMOD रजिस्टर उसी के अनुसार होता है तो उन कण्ट्रोल वर्ड को सेट करते हुए हम इस माइनस 3 9600 बॉड दर का चयन ट्रांसमिश के लिए इस सीरियल ट्रांसमिशन के लिए कर सकते हैं तो हम ऐसा करेंगे तो हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि यह कैसे किया जा सकता है तो पहले हम इस TMOD रजिस्टर को कॉन्फ़िगर करते हैं तोMOV TMOD20H तो यह इस TMOD रजिस्टर को सेट करेगा तो ताकि आप ऐसा मूल रूप से ऑटो रीलोड और उन सभी चीजों के मोड और अन्य सेटिंग्स कर सकें तो यह इस मोड ऑपरेशन के लिए काम कर रहा होगा तो यह सीरियल ट्रांसमिशन और के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है फिर इस TH1 तो यह इस टाइमर रजिस्टर 1 का उपयोग कर रहा है तो TH1 इसे 3 के साथ लोड करेगा इस प्रकार यह TH 1 के साथ माइनस 3 के मान को लोड कर रहा है तो यह या ऑटो रीलोड मोड में यह काम करेगा और यह इस 9600 की एक बॉड रेट उत्पन्न करेगा तो इस गणना को हमने पहले देखा है इसे देखते हुए इस टाइमर और इस सीरियल ट्रांसमिशन फिर अगली बात यह है कि SCON रजिस्टर सेट करना है तो इस विशेष मामले के लिए आप यह पता लगा सकते हैं कि SCON सेटिंग 50H होनी चाहिए आपको याद है कि यह SCON सेटिंग तो यह बिट्स की संख्या सेट करने के लिए था 8 बिट बाइट फिर 1 स्टॉप बिट तो जो कुछ भी निर्दिष्ट है तो 8 बिट डेटा 1 स्टॉप बिट और ये सभी सेटिंग्स तो वे scon सेटिंग के 50h में बदल जाएंगे तो इसलिए हमें टाइमर शुरू करना होगा तो हम कहते हैं कि बिट TR 1 सेट करें तो बिट TR1 सेट करें तो यह टाइमर शुरू कर देगा तो अब एक सीरियल ट्रांसमिशन इनेबल है तो यह करने में इनेबल हो जाएगा कि अब हमें क्या करना है हमें इस sbuff रजिस्टर पर अलग अलग करैक्टर को रखना होगा और उन करैक्टर को ट्रांसमिट किया जाएगा तो हम क्या करेंगे पहला कैरेक्टर H हैं उस HELLO के लिए हम जो स्ट्रिंग Hello को प्रसारित करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि और हम कन्टिन्यूनूसकरना चाहते हैं तो यह लगातार स्ट्रिंग hello संचारित करेगा तो MOV A H तब हम एक सबरूटीन सेंड लिखते हैं तो इसका उपयोग उस स्ट्रिंग उस पैटर्न उस करैक्टर को भेजने के लिए किया जाएगा तो ACALL सेंड हम करेंगे फिर हम H के बाद E हैं तो MOV A E और उसके बाद ACALL सेंड फिर H E और फिर दूसरा ACALL H E L को भेजें एक और l तो mov A L ACALL सेंड फिर तब HELLO फिर O करैक्टर भेजना होगा तो इसके लिए हम कहते हैं कि MOV AO ACALL सेंड तो अब मुझे पूरी बात दोहरानी है तो मैं SJMP L 1 कह सकता हूं जिसमें L 1 है तो यह इस बिंदु से आगे बढ़ना शुरू कर देगा MOV A H अब सेंड रूटीन हमें सेंड रुटीन लिखना होगा तो सेंड रूटीन कुछ इस तरह होगी यदि यह वह सेंड है तो यह MOV की तरह है तो क्या होगा अगर सेंड रूटीन क्या आवश्यक है यह है कि करैक्टर को SBUFF रजिस्टर में स्थानांतरित किया जाना चाहिए तो MOV SBUFF A तो यह SBUFF से है यह वह कर रहा है फिर मुझे यह देखना होगा कि ट्रांसमिशन खत्म हो गया है या नहीं तो यह TI फ्लैग है तो ट्रांसमिशन खत्म होने पर इसे रेज किया जाता है तो मुझे यहां इंतजार करना होगा जब तक किTI फ्लैग रेज नहीं हो जाता है JNB TIL2 तो यह प्रोग्राम यहां तक इंतजार करेगा जब तक कि यह ट्रांसमिशन समाप्त नहीं हो जाता है और फिर मुझे इस TI को क्लियर करना होगा अन्यथा अगले करैक्टर ट्रांसमिशन को ऐसा लिया जाएगा जैसे कि यह पहले से ही ट्रांसमिट हो चुका है तो मुझे यह TI बिट प्रोग्राम से क्लियर करने की आवश्यकता है और फिर यहां से वापस लौटें तो इस तरह से हमारे पास एक प्रोग्राम हो सकता है जिसके द्वारा कुछ स्ट्रिंग8 0 5 1 के सीरियल लाइनों पर ट्रांसमिट किए जा सकते हैं तो पहली बात यह है कि इस बॉड रेट चयन के लिए पहले टाइमर सेट करना होगा फिर बाइट का आकार करैक्टर या बाइट्स जिसे आप ट्रांसमिट करना चाहते हैं और स्टार्ट स्टॉप के बारे में यह कॉन्फ़िगर करने के लिए SCON रजिस्टर सेट करना होगा फिर हमें इस बिंदु पर टाइमर शुरू करना होगा फिर n व्यक्तिगत करैक्टर को प्रसारित करने के लिए करैक्टर को आखिरकार SBUFF रजिस्टर पर आना चाहिए और SBUFF में लिखने के बाद ट्रांसमिशन तुरंत शुरू होता है तो हमें इस ट्रांसमिटेड इंटरप्ट फ्लैग के 1 बनने का इंतजार करना होगा तो जब तक यह एक नहीं बन जाता कैरेक्टर तब तक पूरी तरह से ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता है तो हमें यहां इंतजार करना है और एक बार जब यह हो जाता है तो हम आते हैं हम इस TI बिट को क्लियर कर दिया है और फिर हम वापस लौट सकते हैंतो ये याद रखने वाली चीजें हैं